चलिए आइए हम पेल्टियर तत्व का उपयोग करके एक प्रयोग करें हम फ्री व फोर्स कन्वैक्शन दोनों की हमारी समझ को मजबूत करने का प्रयास करेंगे सबसे पहले एक पंखे के बिना हम देखेंगे कि किसी वस्तु के ठंडा होने का सापेक्ष शीतलन कैसे होता है और फिर हम एक पंखा लगाएंगे और फिर देखेंगे कि शीतलन प्रभाव में सुधार कैसे होता है हम एक हीट सिंक लेते हैं यह निचला एल्यूमीनियम ब्लॉक हीट सिंक है और एक अन्य छोटा एल्यूमीनियम ब्लॉक जिसे मैंने यहां शीर्ष पर रखा हैयह ठंडा होने वाला ऑब्जेक्ट है हम पेल्टियर तत्व का उपयोग करेंगे मुझे आशा है कि आप इस पेल्टियर तत्व को पहचानते हैं मैंने यह पहले दिखाया था मैं इसे इन दो ब्लॉकों के बीच में लगाता हूं और इसे इन दो ब्लॉकों के बीच रखूँगा ताकि पेल्टियर तत्व की गर्म सतह हीट सिंक सतह के संपर्क में आए पेल्टियर तत्व की ठंडी सतह एल्यूमीनियम ब्लॉक के शीर्ष के संपर्क में होगी जिसे ठंडा किया जाएगा तो आइए हम ऐसा करते हैं हीट सिंक ब्लॉक को ठंडा करने के लिए अवशोषित करेगा इस एल्यूमीनियम ब्लॉक में दो छेद ड्रिल किए गए हैं वे मूल रूप से टेस्ट ट्यूब को संभालने के लिए टेस्ट ट्यूब के अंदर तरल पदार्थ के साथ प्रयोग करने के लिए हैं मुझे अब पेल्टियर तत्व लेना है और ध्यान से इसे दो ब्लॉकों के बीच में रखना है दो ब्लॉकों के बीच में पेल्टियर तत्व डालने के बाद ऊपर के एल्यूमीनियम ब्लॉक पर स्क्रू को सावधानी से कस लें ताकि इन दोनों ब्लॉकों के बीच में पेल्टियर तत्व मजबूती से लगा रहे अगला हम बिजली की आपूर्ति के लिए पेल्टियर तत्व से तारों जोड़ते हैं आप ब्लैक लीड को पॉवर सप्लाई के निगेटिव से कनेक्ट करते हैं और रेड या पॉवर सप्लाई का पॉजिटिव रेड लीड से कनेक्ट करते हैं अब बिजली की आपूर्ति स्विच ओन करें वोल्टेज को एडजस्ट करें पेल्टियर तत्व के माध्यम 15 एम्पियर करंट प्रवाह करने के लिए अनुमति दें वोल्टेज लगभग 75 वोल्ट प्रदर्शित हो रहा है और करंट 15 amps के करीब है तो अब हम एक डिजिटल थर्मामीटर लेंगे इसे पेल्टियर सिस्टम के पास रखेंगे और प्रोब के उपयोग से ठंडे और गर्म जंक्शनों के तापमान को मापेंगे अब हम थर्मामीटर को परिवेश के तापमान को स्थिर करने की अनुमति देंगे और फिर हम सिस्टम को कुछ समय के लिए छोड़ देंगे लगभग 15 20 मिनट के लिए ताकि तापमान स्थिर हो जाए और फिर हम माप लेंगे परिवेश लगभग 274 पर है आइए अब ठंडे जंक्शन के तापमान को मापें वास्तव में ठंडा जंक्शन नहीं ठंडे एल्यूमीनियम ब्लॉक का तापमान आप देखेंगे कि तापमान परिवेश से कम है कम हो रहा है आइए देखते हैं कि यह किस स्तर तक कम हो जाता है यह अब काफी स्थिर है शायद यह लगभग 22 पर स्थिर हो जाएगा या 222 हो सकता है यह 222 पर काफी स्थिर है तो हम कह सकते हैं कि एल्यूमीनियम ब्लॉक 222 पर है अब हम हीट सिंक के तापमान को मापते हैं जिससे गर्म जंक्शन जुड़ा हुआ है देखें कि तापमान तेजी से बढ़ रहा है यह परिवेश के 274 तापमान से परे जा रहा है तो यह संभवतः लगभग 38 या तो लगभग 38 381 पर स्थिर होगा हीट सिंक गर्म है आप इसे छूते हैं यदि आप प्रोब को अलग रखते हैं तो यह परिवेश पर स्थिर होने की कोशिश करेगा यह घटकर 274 हो जाएगा तो आप देखते हैं कि इस प्रयोग में हम एक ब्लोअर का उपयोग नहीं करते हैं यह सिर्फ फ्री कन्वैक्शन है पेल्टियर जंक्शन का कोल्ड जंक्शन इस ब्लॉक से जुड़ा हुआ है और यह लगभग 222 तापमान रीडिंग दे रहा है और हीट सिंक लगभग 380 C पर गर्म था और हमने पेल्टियर टर्मिनलों में 75 वोल्ट इनपुट लगाया था जो 15 एंपियर करंट पास कर रहा है अब हम फोर्स कुलिंग करते हैं आइए हम एक पंखा लगाते हैं और देखते हैं कि क्या कोई सुधार है मैंने फोर्स कन्वैक्शन को दिखाने के लिए एक छोटा डीसी पंखा उपयोग किया है यहां तक कि थोड़ी मात्रा में हवा बहने पर नियंत्रित हवा के प्रवाह से परफॉर्मेंस काफी हद तक बेहतर हो सकती है दिखाए गए अनुसार हीट सिंक में से एक के लिए एक पंखा फिट करते हैं हीट सिंक को लेवल करने के लिए मैं सामने कुछ सपोर्ट पिलर लगाता हूं तो अब हमारे पास पंखे और सपोर्ट पिलर जुड़े हुए हैं तो अब आपके पास पंखे से आने वाले दो तार और पेल्टियर तत्व से आने वाले दो तार हैं इसलिए मुझे पंखे के पॉजिटिव को फैन के पॉजिटिव से कनेक्ट करने दे दोनों वायर रेड वायर मैं एक साथ कनेक्ट करूंगा फिर मैं पावर सप्लाई से जुड़े क्रोकोडाइल क्लिप को कनेक्ट करूंगा मैं पंखे और पेल्टियर तत्व के काले तारों को एक साथ जोड़ूंगा और फिर बिजली की आपूर्ति के नेगेटिव को उससे जोड़ूंगा तो हमारे पास कनेक्शन स्थापित है मैं इसे चारों ओर मोड़ दूंगा ताकि यह एक सुविधाजनक स्थिति हो आप निश्चित रूप से अब पंखे को देख सकते हैं और हम अब स्विच चालू करने के लिए तैयार हैं अब हम बिजली की आपूर्ति चालू करते हैं पंखा घूमना शुरू कर देगा आप देखते हैं कि अब करंट न केवल पेल्टियर तत्व द्वारा लिया जा रहा है यह पंखे द्वारा भी खींचा जा रहा है तो उस करंट में थोड़ी वृद्धि होगी इसलिए 15 एंपियर के बजाय यह 17 एंपियर है बाकी सभी समान हैं अब हम सिस्टम को कुछ समय के लिए छोड़ देंगे और 15 20 मिनट के बाद माप लेंगे अब यह देखें कि वोल्टेज अभी भी लगभग 75 वोल्ट पर बना हुआ है करंट बढ़कर लगभग 17 एंपियर है तो पंखे का योगदान 02 एंपियर है इसलिए मैं अब रीडिंग ले रहा हूं इसलिए मैं फोर्सड कुलिंग के साथ कोल्ड एल्यूमीनियम ब्लॉक की रीडिंग ले रहा हूं तो यह 196 पर हैजो फ्री कन्वैक्शन कुलिंग की तुलना में बहुत कम है यह लगभग 187 0 C तक पहुंचता है शायद यह इस मान पर रुक जाएगा या शायद 186 तो यह अब काफी स्थिर है एल्यूमीनियम ब्लॉक अब लगभग 1860C पर रुक गया है हम अब हीट सिंक के तापमान को देख सकते हैं जिससे गर्म जंक्शन जुड़ा हुआ है हीट सिंक तापमान निश्चित रूप से अधिक है तो आप देखेंगे कि हीट सिंक तापमान बढ़ता है यह अब परिवेश से परे है लेकिन यह फ्री कन्वैक्शन के समय के जो तापमान था उससे बहुत कम होगा तो यह 300 3080C लगभग 31 के आसपास स्थिर हो गया है तो हम कह सकते हैं कि यह 310 C के आसपास है तो इस प्रकार आप यहां अंतर देखिए 31 से लगभग 186 लगभग 13OC अंतर के करीब पहले के मामले में भी ऐसा ही है लेकिन अब तापमान नीचे चला गया है हीट सिंक तापमान भी नीचे चला गया है और यह फोर्स कन्वैक्शन होने का लाभ है